इस व्याख्यान में हम ARM माइक्रोकंट्रोलर पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे उनकी आर्किटेक्चर क्या है उनकी विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं और वे माइक्रोकंट्रोलर की पिछली पीढ़ी से कैसे भिन्न हैं इस व्याख्यान का विषय ARM माइक्रोकंट्रोलर का आर्किटेक्चर है यह व्याख्यान का पहला हिस्सा है In this lecture we shall be covering some general ideas about the ARM series of microcontrollers how they have evolved and some of the important architectural features इस व्याख्यान में हम माइक्रोकंट्रोलरों की ARM श्रृंखला के बारे में कुछ सामान्य विचारों को शामिल करेंगे कि वे कैसे विकसित हुए हैं और कुछ महत्वपूर्ण आर्किटेक्चरल विशेषताएं हैं आइए हम इतिहास पर गौर करें इस ARM वर्ग में विकसित होने वाले आर्किटेक्चरल विचारों को 1983 में बहुत पहले विकसित किया गया था एकॉर्न कंप्यूटर नामक एक कंपनी थी जो इस तरह के विचारों को विकसित करने के लिए सबसे पहले आई थी अब ये विचार थोड़े अलग थे क्योंकि उन्होंने RISC आर्किटेक्चर अवधारणा के आधार पर आर्किटेक्चर विचारों को विकसित करना शुरू कर दिया था और उस समय मोस्टेक नामक एक कंपनी से 6502 नामक एक बहुत ही लोकप्रिय माइक्रोप्रोसेसर था जो BBC माइक्रो नामक एक बहुत लोकप्रिय माइक्रो कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था इन लोगों का पहला प्रयास उस प्रोसेसर को एक अधिक शक्तिशाली प्रोसेसर द्वारा प्रतिस्थापित करना था जिससे BBC माइक्रो तेज और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा इसके परिणामस्वरूप पहला वाणिज्यिक RISC कार्यान्वयन हुआ इसे उस समय के दौरान ARM नहीं कहा जाता था लेकिन यह ARM आर्किटेक्चर में विकसित हुआ एक कंपनी थी जो अंततः 1990 में स्थापित हुई ARM नाम एडवांस्ड RISC मशीन के लिए संक्षिप्त है तो आप नाम में ही देखते हैं कि RISC शब्द अंतर्निहित है ARM आर्किटेक्चर अनिवार्य रूप से RISC आर्किटेक्चरल अवधारणा से अवधारणाओं को उधार लेता है प्रारंभ में यह कंपनी ARM संयुक्त रूप से बनाई गई थी और एकोर्न के स्वामित्व में थी जो सर्जक थी Apple भी था और VLSI नामक एक अन्य कंपनी थी इन तीन कंपनियों ने एक साथ आकर ARM नाम की इस नई कंपनी का गठन किया अब ARM के बारे में क्या दिलचस्प है हमें ARM के बारे में विशेष रूप से बात क्यों करनी है आप इस कोर्स में पूछ सकते हैं कि हम क्यों विशेष रूप से ARM को एम्बेडेड सिस्टम सिखाने के लिए वाहन के रूप में उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं कारण ARM कई ऍप्लिकेशन्स में तेजी से उपयोग किया गया है वे माइक्रोकंट्रोलर की सबसे लोकप्रिय श्रेणी हैं जो एम्बेडेड सिस्टम ऍप्लिकेशन्स में गंभीरता से उपयोग किए जाते हैं आइए हम कुछ उदाहरण लेते हैं जिनके बारे में आप सभी जानते हैं Apple के iPod जिससे आप संगीत सुन सकते हैं के अंदर एक ARM प्रोसेसर था Benq सोनी एरिक्सन ये बहुत अच्छी तरह से ज्ञात कंपनियां हैं जो टीवी सेट और कई ऑडियो विजुअल उपकरण का निर्माण करती हैं इनमें से प्रत्येक उपकरण के अंदर ARM प्रोसेसर हैं आमतौर पर उन्होंने ARM 9 का उपयोग करना शुरू कर दिया लेकिन बाद में उन्होंने ARM प्रोसेसर के बाद के संस्करण में अपग्रेड किया Apple iPhone हम सभी से परिचित हैं और कुछ बहुत ही लोकप्रिय Nokia फोन हैं सभी के अंदर ARM11 प्रोसेसर हैं अब यह आंकड़ों का एक बहुत पुराना भाग है 2010 तक सभी गंभीर एम्बेडेड ऍप्लिकेशन्स के 90 में उनके अंदर इस तरह के ARM प्रोसेसर थे जब आप एम्बेडेड सिस्टम एप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं तो एप्लिकेशन के आधार पर आप तय करते हैं कि आपको प्रोसेसर से कितनी बिजली चाहिए यदि यह एक बहुत ही सरल ऍप्लिकेशन् है तो आपको ARM के रूप में शक्तिशाली प्रोसेसर की आवश्यकता नहीं है आप 8 बिट PIC माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग कर सकते हैं ARM प्रोसेसर आमतौर पर 32 बिट और ऊपर होती हैं तो आप ARM प्रोसेसर का उपयोग तब करते हैं जब आपको उचित शक्तिशाली गणना क्षमता की आवश्यकता होती है जो आपके एम्बेडेड सिस्टम का दिल बना देगा अब एक और बात यह है कि ARM प्रोसेसर में बहुत कम बिजली की खपत होती है और निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन इस कम बिजली की खपत के कारण वे बैटरी संचालित उपकरणों में बहुत व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं मोबाइल फोन जैसे कई बैटरी संचालित उपकरण हैं यदि आप इस आरेख को देखें तो यह वर्षों से ARM आधारित प्रोसेसर और ASICs का विकास दर्शाता है पहली बात यह है कि ARM मूल रूप से एक RISC आधारित आर्किटेक्चर है हम कुछ विस्तार में जाएंगे कि RISC आर्किटेक्चर क्या है यह पारंपरिक माइक्रोकंट्रोलर्स के विपरीत कुछ उन्नत आर्किटेक्चरल विचारों को इस्तेमाल करता है जिनमें बहुत प्राचीन प्रकार के डिजाइन थे मैंने 8051 के बारे में बात की थी जो एक बहुत ही लोकप्रिय माइक्रोकंट्रोलर था लेकिन आर्किटेक्चर के अनुसार यह बहुत ही प्राचीन था इसमें किसी भी प्रकार की वास्तु वृद्धि या उन्नत सुविधाओं का उपयोग नहीं किया गया था जैसा कि मैंने आपको बताया कि ARM प्रोसेसर केवल एक नहीं है बल्कि प्रोसेसर का एक पूरा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछड़े संगतता को बनाए रखने के लिए ये सभी अनिवार्य रूप से एक सामान्य इंस्ट्रक्शन का सेट है बेशक बाद की पीढ़ियों में कुछ अतिरिक्त इंस्ट्रक्शन जोड़े गए हैं लेकिन पुराने इंस्ट्रक्शंस को भी पूरा किया जाता है जैसे कि एक पुरानी पीढ़ी के लिए विकसित किया गया एक कार्यक्रम अगली पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छा चलेगा अब यहाँ डिजाइन दर्शन निश्चित रूप से हमें एक छोटे प्रोसेसर की आवश्यकता थी ताकि हम कम बिजली की खपत कर सकें और इसका उपयोग एम्बेडेड सिस्टम ऍप्लिकेशन् के लिए किया जा सके तो प्रोसेसर का आकार छोटा होना चाहिए इसे कम बिजली और उच्च कोड घनत्व का उपभोग करना चाहिए आप माइक्रोकंट्रोलर्स में देखते हैं मैंने बताया कि प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी सभी चिप के अंदर हैं जगह की कमी है आप बहुत बड़ी मेमोरी अंदर नहीं रख सकते तो कार्यक्रम के आकार की अधिकतम सीमा है जिसे आप चला सकते हैं बता दें कि प्रोग्राम मेमोरी साइज 100 किलोबाइट है जो कुछ भी मैं लिखता हूं वह इस 100 किलोबाइट के भीतर फिट होना चाहिए इसलिए यदि मेरा इंस्ट्रक्शन सेट समर्थन करता है कि इस 100 किलोबाइट में मैं अपने कोड को बहुत अच्छी तरह से पैक कर सकता हूं ताकि मैं किसी अन्य प्रकार की प्रतिस्पर्धी आर्किटेक्चर की तुलना में अधिक कार्यक्षमता को लागू कर सकूं जहां एक ही चीज को लागू करने के लिए बहुत अधिक मेमोरी की आवश्यकता होगी मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक एप्लीकेशन X है जिसे मैं एक पारंपरिक आर्किटेक्चर में लागू करना चाहता हूं शायद इसके लिए 120 किलोबाइट की आवश्यकता होगी लेकिन RISC ARM आर्किटेक्चर में मैं इसे 100 किलोबाइट के भीतर फिट कर सकता हूं इसे उच्च कोड घनत्व कहा जाता है कुछ इंस्ट्रक्शन विशेषताएं हैं जो हमें आवश्यक इंस्ट्रक्शंस की संख्या को कम करने की अनुमति देती हैं यह सीमित मेमोरी और भौतिक आकार प्रतिबंधों का लाभ उठा सकता है और हां यहां इंटरफ़ेस में बहुत लचीलापन है हम कई प्रकार के मेमोरी सिस्टम के साथ इंटरफेस कर सकते हैं बहुत धीमे या अपेक्षाकृत और निश्चित रूप से डाई साइज का मतलब है जब आप वास्तव में चिप का निर्माण कर रहे हैं तो उस सिलिकॉन का आकार बहुत छोटा है ताकि जब आप उस ASIC को विकसित करते हैं तो यह उसके बहुत छोटे हिस्से पर कब्जा कर लेगा तो आप शेष स्थान का उपयोग बहुत अधिक करने के लिए कर सकते हैं और ASIC को बहुत शक्तिशाली बनाने के लिए अतिरिक्त कार्यक्षमता के साथ कुछ लोकप्रिय ARM आर्किटेक्चर यहां दिखाए गए हैं कई हैं मैं केवल तीन दिखा रहा हूं ARM 7 9 10 और 11 और उससे आगे भी हैं ARM 7 में 3 पाइपलाइन चरण हैं हम बाद में पाइपलाइन के बारे में बात करेंगे अब पाइपलाइन चरण का अनिवार्य रूप से मतलब है कि इंस्ट्रक्शंस को कैसे एक्सेक्यूट किया जाता है 3 चरण हैं फेच डिकोड एक्सेक्यूट यह उच्च कोड घनत्व और कम बिजली की खपत का समर्थन करता है आपको हर जगह बहुत उच्च शक्ति वाले ARM प्रोसेसर की आवश्यकता नहीं है जो कुछ भी आपको एक मोबाइल फोन के अंदर की आवश्यकता होती है आपको संभवतः रेफ्रिजरेटर के अंदर की आवश्यकता नहीं होगी आपको वहां बहुत सरल प्रकार की गणना की आवश्यकता होती है ARM 9 में पहली बात यह है कि ये सभी पिछड़े संगत हैं लेकिन पाइपलाइन चरणों को 5 तक बढ़ा दिया गया है फेच डीकोड करना एक्सेक्यूट करना मेमोरी लिखना और कैशे मैमोरी का कांसेप्ट आया है और एक अलग इंस्ट्रक्शन कैशे और एक अलग डेटा कैशे है ARM 7 में इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों एक ही मेमोरी में थे तो यह एक वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की तरह था लेकिन ARM 9 के बाद से आर्किटेक्चर ने हार्वर्ड आर्किटेक्चर की ओर एक बदलाव शुरू किया ARM 10 में मुख्य अंतर यह था कि पाइप लाइन में एक और चरण है जिसे समस्या कहा जाता है इस तरह मूल आर्किटेक्चर ने नॉवेल आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर प्रोसेसर को अधिक शक्तिशाली और तेज बनाना शुरू कर दिया यह तालिका 4 ARM परिवार के सदस्यों ARM 7 9 10 और के बीच एक त्वरित तुलना देती है 11 आप उस वर्ष को भी देख सकते हैं जब इसे पहली बार पेश किया गया था पहली बात पाइपलाइन की गहराई है गहराई का मतलब है कि पाइपलाइन के कितने चरण हैं इसलिए हम कुछ अर्थों में एक्सेक्यूशन को तेज बनाने के लिए पाइपलाइन चरणों की संख्या बढ़ा रहे हैं कभी कभी एक प्रोसेसर की गति निर्धारित की जाती है कि हम कितनी तेजी से एक घड़ी पूरा कर सकते हैं ARM7 में यह 80 MHz था फिर 150 260 335 और इसी तरह और भी तो घड़ी की आवृत्तियों में वृद्धि हो रही है प्रोसेसर स्पीड तेजी से बढ़ रहे हैं बिजली की खपत भी क्लॉक फ्रीक्वेंसी का एक उपाय है तेज घड़ी से अधिक बिजली की खपत होगी इसलिए आपको क्लॉक फ्रीक्वेंसी के संबंध में बिजली की खपत का अनुमान लगाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक माइक्रोकंट्रोलर में अनुमत घड़ी आवृत्तियों की एक सीमा होती है यह निर्भर करता है कि आप कितना क्लॉक फ्रीक्वेंसी चाहते हैं यदि आप कम क्लॉक फ्रीक्वेंसी के साथ काम कर सकते हैं और अपने उद्देश्य की सेवा कर सकते हैं तो यह ठीक है आप कम बिजली की खपत करेंगे इसलिए माइक्रोकंट्रोलर्स में बिजली की खपत आमतौर पर मिलिवाट प्रति मेगाहर्ट्ज़ द्वारा मापी जाती है माइक्रोकंट्रोलर्स में आप आमतौर पर प्रति मिलियन मेगाहर्ट्ज़ प्रति मिलियन इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से थ्रूपुट को मापते हैं ARM7 वॉन न्यूमैन पर आधारित था लेकिन बाद में हार्वर्ड आर्किटेक्चर की ओर एक कदम है और प्रोसेसर के अंदर एक मल्टीप्लायर में बनाया गया है पहले दो पीढ़ियों में 8 x 32 गुणा था जबकि अगली दो पीढ़ी के लिए 16 x 32 गुणक था क्योंकि इन ऍप्लिकेशन्स में अक्सर आवश्यकता होती है ऑपरेशन काफी महत्वपूर्ण है ध्यान देने वाली बात यह है कि ARM RISC आर्किटेक्चर पर आधारित है RISC कुछ आर्किटेक्चर सुविधाओं पर आधारित है ये आर्किटेक्चरल विशेषताएं इस तरह हैं इंस्ट्रक्शंस के संबंध में इंस्ट्रक्शंस की एक छोटी संख्या है इंस्ट्रक्शन सरल हैं ताकि सभी इंस्ट्रक्शंस को एक ही चक्र में एक्सेक्यूट किया जा सके वे सभी निश्चित लंबाई के होते हैं ताकि इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना बहुत आसान हो जाए और नियंत्रक के लिए हार्डवेयर बहुत सरल हो जाए फिर यहां पाइपलाइन के संबंध में हम बाद में देखेंगे कि आमतौर पर सभी आधुनिक दिनों के प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शंस को एक्सेक्यूट किया जाता है अब यदि इंस्ट्रक्शन सरल हैं और निश्चित लंबाई हैं तो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना बहुत आसान हो जाता है आप एक चरण में ही डिकोड कर सकते हैं आपको फिर से इंस्ट्रक्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है और यह जानने की कोशिश करें कि यह इंस्ट्रक्शन क्या था माइक्रोप्रोग्रामिंग की कोई आवश्यकता नहीं है जो कि जटिल इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर के लिए एक मानक मानदंड है आप सीधे हार्डवेयर में नियंत्रण इकाई को लागू कर सकते हैं यह भी बहुत तेज हो जाता है और आप इसे एक उच्च क्लॉक पर चला सकते हैं RISC आर्किटेक्चर की एक विशेषता यह है कि इसमें सामान्य उद्देश्य वाले रजिस्टरों की एक बड़ी संख्या है आमतौर पर 32 या अधिक CISC के विपरीत बहुत कम विशेष प्रयोजन रजिस्टर हैं जहां CISC में प्रोग्राम काउंटर स्टैक पॉइंटर बेस रजिस्टरों और इतने जैसे विशेष प्रयोजन रजिस्टर बहुत सारे हैं और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि RISC एक लोड स्टोर आर्किटेक्चर पर आधारित है जिसका अर्थ है कि रजिस्टरों और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार कुछ लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन हैं अन्य सभी इंस्ट्रक्शन केवल रजिस्टरों पर काम करते हैं वे मेमोरी तक नहीं पहुंचते हैं इस तरह के इंस्ट्रक्शन सेट को कभी कभी लोड स्टोर आर्किटेक्चर कहा जाता है जहां केवल लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन एक्सेस मेमोरी होती है और अन्य सभी इंस्ट्रक्शन केवल रजिस्टरों पर काम करते हैं अब मैंने पहले बताया था कि आज की CISC मशीनें भी जैसे Intel क्लास की मशीनें जो वे मइक्रोप्रोग्राम्मिंग का उपयोग करती हैं वे उन जटिल इंस्ट्रक्शंस को किसी तरह के microprograms में तब्दील कर देती हैं जो RISC इंस्ट्रक्शंस की तरह दिखते हैं इसलिए वे किसी तरह RISC अवधारणा को लागू करते हैं वे एक प्रारंभिक अनुवाद करते हैं जिसके बाद वे मानक RISC तकनीकों का उपयोग करके एक्सेक्यूट करते हैं अब ARM के बारे में बात करते हुए हालाँकि ARM का नाम इस RISC में है यह R RISC के लिए संक्षिप्त है सख्ती से बोले तो ARM एक शुद्ध RISC आर्किटेक्चर नहीं है कुछ विशेषताएं हैं जो आर्किटेक्चर में पेश की गई हैं क्योंकि वे एम्बेडेड सिस्टम ऍप्लिकेशन्स में बहुत उपयोगी हैं जो कि RISC विशेषताओं नहीं हैं कुछ अंतर इस प्रकार हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस के एक्सेक्यूशन के लिए घड़ी चक्रों की परिवर्तनीय संख्या की आवश्यकता होती है RISC की बात करते हुए मैंने कहा था कि सभी इंस्ट्रक्शंस को एक ही घड़ी चक्र में एक्सेक्यूट किया जाना चाहिए लेकिन ARM में कुछ इंस्ट्रक्शन अधिक जटिल हो सकते हैं इसके लिए कई क्लॉक की आवश्यकता हो सकती है एक शास्त्रीय उदाहरण कई रजिस्टर लोड स्टोर है आम तौर पर हम मेमोरी से एक रजिस्टर में एक वैल्यू लोड करते हैं लेकिन ARM आपको यह निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है कि लोड किए गए वैल्यू को हमें 4 रजिस्टर में लोड किए जाएगा तो उन 4 रजिस्टरों में लिखने के लिए आपको 4 क्लॉक पल्सेसकी आवश्यकता है आप इसे एक चक्र में नहीं कर सकते ऐसे कई डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन ARM में समर्थित हैं और वहाँ इसे एक बैरल शिफ्टर कहा जाता है एक बहुत ही सामान्य आर्किटेक्चरल अवधारणा है यह एक ऐसा हार्डवेयर है जो एक ही चक्र में कई बिट्स को बहुत कुशलता से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है यह बैरल शिफ्टर ARM आर्किटेक्चर का हिस्सा है और कई इंस्ट्रक्शन हैं जो सीधे इस बैरल शिफ्टिंग क्षमता का उपयोग करते हैं एक उदाहरण लेता हूं मान लीजिए कि एक ADD इंस्ट्रक्शन है जो 2 रजिस्टरों को जोड़ता है हमें r2 और r3 कहते हैं यह जोड़ता है लेकिन मैं यह भी कह सकता हूं कि आप r2 और r3 को 4 पदों से बाये शिफ्ट कर दिए है बैरल शिफ्टर द्वारा 4 पदों द्वारा शिफ्ट कर गई पाली को किसी भी अतिरिक्त समय नहीं लगेगा उस एकल घड़ी चक्र में सब कुछ किया जा सकता है बैरल शिफ्टर की उपस्थिति के कारण इस तरह की पारी और संचालित प्रकार के इंस्ट्रक्शन संभव हैं और एक अन्य विशेषता यह है कि आप ARM को थंब मोड में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं थंब ARM इंस्ट्रक्शंस का एक सबसेट है जो 16 बिट मोड में काम करता है आम तौर पर ARM प्रोसेसर 32 बिट प्रोसेसर होते हैं लेकिन कई एप्लिकेशन हो सकते हैं जहां आपको उस शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है आपको बहुत सरल शक्ति की आवश्यकता होती है आपके पास थंब इंस्ट्रक्शन सेट हो सकता है जो अनिवार्य रूप से 16 बिट इंस्ट्रक्शन सेट है यदि हम उन इंस्ट्रक्शंस का उपयोग करते हैं जो छोटे हैं तो इससे कुल कोड आकार में कमी हो सकती है आपके कोड घनत्व में और सुधार हो सकता है और एक और बहुत ही दिलचस्प विशेषता है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे जिसे सशर्त एक्सेक्यूशन कहा जाएगा आप कह सकते हैं कि आप इन 2 संख्याओं को जोड़ सकते हैं बशर्ते कि 0 फ्लैग सेट हो पारंपरिक प्रोसेसर में यदि 0 फ्लैग सेट है तो आपके पास एक JZ या JNZ प्रकार का इंस्ट्रक्शन हो सकता है आप एक जम्प लगाते हैं फिर जांचें कि क्या यह 0 नहीं है और इसी तरह इसका मतलब है आपको इतने सारे जम्प के इंस्ट्रक्शन चाहिए लेकिन अगर आपके पास एक सशर्त इंस्ट्रक्शन है जैसे आप कहते हैं कि यदि 0 फ्लैग सेट किया गया है तो आप पूरी तरह से जम्प इंस्ट्रक्शन से बच रहे हैं इंस्ट्रक्शंस की संख्या भी कम हो जाती है और निश्चित रूप से कुछ वृद्धि जैसे गुणा और जोड़ना हैं इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को इंस्ट्रक्शन सेट में जोड़ा गया है क्योंकि इन ARM का शुद्ध RISC से थोड़ा सा विचलन हुआ है लेकिन फिर भी यह एक काफी शक्तिशाली प्रोसेसर है जो ज्यादातर RISC पर आधारित होता है केवल कुछ मामलों के कारण ही यह बहुत अच्छे कारणों से विचलित होता है अब इस वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं जो आपने पहले ही बात की थी यह ARM7 और यहां तक कि पुराने प्रोसेसर वॉन न्यूमैन पर आधारित थे एक ही मेमोरी थी बाद के प्रोसेसर में 2 अलग अलग मेमोरी इंस्ट्रक्शन मेमोरी और डेटा मेमोरी होती है और अंदर भी एक इंस्ट्रक्शन कैश और एक डेटा कैश होता है अब एक और विशेषता यह है कि ARM प्रोसेसर में इनपुट आउटपुट के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन नहीं हैं वे मेमोरी मैप्ड आईओ नामक कुछ का उपयोग करते हैं जैसे हम कहते हैं कि यह आपका कुल मेमोरी क्षेत्र है यह आपकी मेमोरी है मेमोरी का एक हिस्सा है जिसे आप IO उपकरणों के लिए आरक्षित करते हैं आम तौर पर जब आप मेमोरी एक्सेस करते हैं तो आप यहां डेटा स्टोर करते हैं लेकिन जब आप इस क्षेत्र में कुछ पते तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं तो डिकोडिंग सर्किटरी स्वचालित रूप से मेमोरी के बजाय आईओ पोर्ट तक पहुंच जाएगी लेकिन मेमोरी और आईओ ऑपरेशन के लिए एक ही डिकोडर होगा कहते हैं कि लोड स्टोर इंस्ट्रक्शंस का उपयोग आमतौर पर मेमोरी और रजिस्टर के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है समान लोड स्टोर इंस्ट्रक्शंस का उपयोग IO पोर्ट से पढ़ने या IO पोर्ट में लिखने के लिए किया जाएगा इनपुट और आउटपुट के लिए कोई अलग इंस्ट्रक्शन नहीं हैं उपयोग किया जाने वाला पता IO उपकरणों के अनुरूप पता होगा यह विशिष्ट ARM आर्किटेक्चर है मैं सिर्फ आपको इसका एक स्नैपशॉट दिखाना चाहता था आप देखते हैं कि आपके पास रजिस्टर बैंक है यहाँ हमारे पास अंकगणित तर्क इकाई है डेटा में से एक सीधे यहां रजिस्टर बैंक से आ रहा है और दूसरे के लिए आप देख रहे हैं कि यहां बैरल बैटर है इसलिए अन्य डेटा को स्थानांतरित किया जा सकता है और फिर ALU पर लागू किया जा सकता है या यह बिना शिफ्टिंग के भी आ सकता है गुणक यहाँ बैठा है जब भी आपको इस गुणक हार्डवेयर की आवश्यकता होती है तो आप इसे एक बस में गुणा और ला सकते हैं कुछ अन्य इंस्ट्रक्शन विशेषताएं हैं एक एड्रेस रजिस्टर एड्रेस इन्क्रीमेंटर है इसलिए ये एड्रेस बस हैं और यहाँ मेमोरी के साथ इंटरफेस करने के लिए डेटा बस है लेकिन अंदर यह दिलचस्प है एक गुणक है एक बैरल शिफ्टर है जो ALU से पहले बैठे हैं यह कुछ इंस्ट्रक्शंस के कार्यान्वयन को बहुत कुशल बनाता है तो इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं हम व्याख्यान के अगले दो पर इस चर्चा को जारी रखेंगे जहां हम ARM इंस्ट्रक्शन सेट और ARM आर्किटेक्चर में कुछ और अतिरिक्त विशेषताओं को देख रहे होंगे